आइए अब हम जीवन चक्र लागत के बारे में चर्चा करते हैं इसे संक्षेप में LCC कहा जाता है यह एक परिवर्णी शब्द है एक उदाहरण के साथ हम यह भी देखेंगे कि हम जीवन चक्र लागत विश्लेषण करने के लिए कैसे जाएंगे जीवन चक्र लागत के विभिन्न घटक क्या हैं सबसे पहले हमें पूंजीगत लागत के बारे में जानने की आवश्यकता है हमें एक प्रतिस्थापन लागत के बारे में जानने की आवश्यकता है तो पूंजीगत लागत प्रारंभिक निवेश है जिसे आप पॉइंट शून्य समय शून्य पर रखेंगे जो कि आज है प्रतिस्थापन लागत वास्तव में कुछ वर्षों के बाद है कुछ उप प्रणालियां जिनका जीवनकाल प्रणाली के समग्र जीवनकाल से कम होता है उन्हें बदलना पड़ता है तो तुलना करने के लिए जोड़ने और तुलना करने के लिए उन्हें वर्तमान में वापस परिलक्षित करना होगा फिर अनुरक्षण लागत है आपके पास वार्षिक अनुरक्षण लागत या सामान्य रूप से अनुरक्षण लागत चित्र में आएगी कभी कभी आपके पास ऊर्जा लागत और फिर स्क्रैप मूल्य या स्क्रैप लागत होगी स्क्रैप लागत वास्तव में जीवन के अंत में निस्तारण मूल्य है अगर कोई राशि कोई भी लागत कोई भी कीमत है जो आप इससे वसूल कर सकते हैं उसे घटा दिया जाता है ये सभी निवेश आपके पक्ष से हैं स्क्रैप लागत वास्तव में आपके पास वापस आ रही है जो भी बचा है जो भी शेष है तो हम कुछ प्रतीक देते हैं पूंजीगत लागत K प्रतिस्थापन लागत को R अनुरक्षण लागत को M ऊर्जा लागत को E और स्क्रैप लागत को S ऊर्जा लागत और स्क्रैप लागत की आवश्यकता हमेशा नहीं होती है कभी कभी आपके पास कोई स्क्रैप लागत नहीं होगी और कभी कभी आपके पास विशेष प्रणाली में ऊर्जा लागत नहीं होगी यह निरर्थक होगा इसलिए लेकिन अधिकांश समय आपके पास अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा प्रकार प्रणाली में पूंजीगत लागत प्रतिस्थापन लागत और अनुरक्षण लागत निश्चित रूप से होगी अब LCC जीवन चक्र लागत K पूंजीगत लागत प्लस R प्रतिस्थापन लागत प्लस M अनुरक्षण लागत प्लस E ऊर्जा लागत माइनस स्क्रैप मूल्य द्वारा दी जाती है तो यह जीवन चक्र लागत है आप आमतौर पर जीवन की अवधि को परिभाषित करेंगे तो 15 साल 15 साल के लिए विश्लेषण करें 20 साल का जीवन प्रणाली पूरी प्रणाली एक जीवन चक्र की लागत का प्रदर्शन करता है तो आमतौर पर यह है कि यह कैसे जाता है हम इसे एक सरल उदाहरण देकर समझेंगे आइए एक उदाहरण पर विचार करें PV आधारित पंपिंग प्रणाली के लिए जीवन चक्र लागत की गणना करें जिसमें निम्न डेटा हो अब डेटा क्या है मुझे वह सारणीबद्ध करने दें तो उप प्रणालियां क्या हैं मैं उसे नीचे सूचीबद्ध करूंगा फिर एक कॉलम में मैं लागत और एक और कॉलम में मैं जीवन काल वर्षों में दूंगा तो PV आधारित पंपिंग उप प्रणाली में मुख्य वस्तुओं में से एक PV सरणी और शेष प्रणाली होंगी अब मैं PV सरणी और शेष प्रणाली के लिए अनुमानित मूल्य रुपए 80 प्रति वॉट पीक रखूंगा और जीवन काल 15 वर्ष है मोटर और पंप मोटर पंप सेट यह लगभग पांच रुपये प्रति वॉट पीक जीवन काल 75 वर्ष है विविध परिवहन के लिए और इस तरह मैं रुपए 3 रुपए प्रति वॉट पीक लगाऊंगा फिर पाइपिंग लागत 100 रुपये प्रति मीटर और पाइप की जीवन अवधि पांच साल है फिर कुएँ की लागत यह एक सामान्य कुआँ है रुपये 300 प्रति मीटर और फिर जीवन काल नहीं है इसलिए मैंने अभी कुछ प्रतिनिधि लागतें रखी हैं सम्भवतः गणना के समय आपको बाजार में जाना होगा जाँच करें और फिर अधिक वास्तविक मूल्य प्राप्त करने के लिए वास्तविक मूल्य डालें वैसे भी यहां हम अवधारणा का अध्ययन करना चाहते हैं मैंने लागत का लगभग अनुमानित मूल्य ही रखा है तो यह वह डेटा है जो आपके लिए उपलब्ध है हमें प्रणाली का विस्तृत वर्णन देने दे तो PV सरणी की रेटिंग 500 वॉट पीक है पाइप की लंबाई 30 मीटर है कुएँ की गहराई है जिस गहराई से कुआं खोदा गया है वह 10 मीटर है ब्याज की अवधि जिस अवधि के लिए विश्लेषण किया जाना है वह 15 वर्ष है जिसका अर्थ है पूरे PV आधारित पंपिंग प्रणाली का 15 वर्ष का जीवनकाल है हम 10 के रूप में ब्याज लेते हैं 10 उच्च पक्ष पर है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गणना के लिए आसान है वार्षिक अनुरक्षण शुल्क AMC है प्रणाली के कुल 15 वर्षों के लिए पूरे प्रणाली के लिए वार्षिक अनुरक्षण शुल्क हर साल 1000 रुपये है तो अब मुझे यह समझने के लिए कि यह पूरी प्रणाली क्या है समय रेखा बनाने दे यह समय शून्य है और यह वह जगह है जहां सभी पूंजी निवेश किया जाता है अब मैं पूरे समय रेखा को तीन अंतरालों में विभाजित करने जा रहा हूं पांच साल पांच साल पांच साल ताकि आपको कुल पंद्रह साल पूरे जीवन काल में मिलें इसलिए मैं चिह्नित करूंगा कि पांच साल पांच साल पांच साल यहां केंद्र में 75 साल यहां से आप देखते हैं कि मोटर प्लस पंप का जीवनकाल 75 साल है जिसका अर्थ है 75 साल के अंत में आपको प्रणाली को कार्य करवाने के लिए एक निवारक प्रतिस्थापन करना होगा पाइप पांच साल हर पांच साल के अंत में आपको पाइप के लिए एक प्रतिस्थापन करना होगा तो हम ऐसा करेंगे तो हम वह ध्यान दें 75 साल हमें मोटर प्लस पंप के लिए एक प्रतिस्थापन करना होगा फिर पहले पांच साल के अंत में आपको पाइप सेट का एक प्रतिस्थापन करना होगा दस साल के अंत में दूसरे पांच साल में फिर से पाइप प्रतिस्थापन और फिर आप जीवन काल का अंत देखते हैं इसलिए आपको कोई और प्रतिस्थापन करने की आवश्यकता नहीं है तो दो पाइप प्रतिस्थापन और एक मोटर पंप सेट प्रतिस्थापन इसके बाद मैं हर साल के लिए टिक चिह्नित कर रहा हूं तो अब आपके पास एक दो तीन चार पांच तो वर्ष 15 तक है अब यह वार्षिक अनुरक्षण के लिए है हमारे पास 1000 रुपये का AMC है जिसे हमें हर साल देना होगा हमें यहां 1000 रुपये देने की आवश्यकता है तीसरे वर्ष के अंत में चौथे वर्ष पांचवें वर्ष इसलिए चौदहवें वर्ष के अंत में और पंद्रहवें वर्ष के अंत में तो उस तरह AMC हर साल दिया जाना है तो यह एक गुणोत्तर श्रेढ़ी है हम जानते हैं कि इसे कैसे हल किया जाए हम उस समय में ऐसा करेंगे तो अब हमें गणना करने की आवश्यकता है कि पूंजीगत लागत क्या है लाल में प्रतिस्थापन लागत क्या है AMC लागत क्या है जो हमने हरे रंग में लिखी है तो हम यह एक्सरसाइज करते हैं तो पहले हम पूंजीगत लागत K की गणना करते हैं इसलिए सरणी लागत रुपए अस्सी प्रति वॉट पीक × 500 वॉट पीक रुपये 40000 हैं फिर मोटर पंप की लागत रुपये 5 प्रति वॉट पीक × 500 वॉट पीक जो रुपये 2500 है फिर हमारे पास विविध लागत है हमने रुपए लगाए थे हमने लगाए थे 3 रुपए प्रति वॉट पीक × 500 वॉट पीक यह रुपये 1500 है पाइप की लागत 10 रुपये 100 रुपये प्रति मीटर 30 मीटर है जो रुपये 3000 है तब कुएं की लागत 300 रुपये प्रति मीटर दस मीटर है यह रुपये 3000 है इसलिए जब आप इन सभी चीजों को जोड़ते हैं तो आपको K पूंजीगत लागत जो कि पचास हजार रुपए होती है मिल जाती है अगला हम प्रतिस्थापन लागत R की गणना करते हैं हमने देखा कि हमें 75 साल के अंत में मोटर पंप सेट को बदलने की आवश्यकता है पूरे जीवनकाल में एक प्रतिस्थापन मैं इसे R1 कहूंगा 2500 यह मोटर पंप लागत है क्योंकि कोई मुद्रास्फीति नहीं है हमने मुद्रास्फीति मूल्य नहीं दिया है हमें महंगाई दर f 0 माननी चाहिए इसलिए 2500 गुणा 1 बटे 1i की पावर 75 वर्तमान मूल्य होगा तो आप जो भी 2500 75वें वर्ष में डालने जा रहे हैं उसे वर्तमान मूल्य के रूप में प्रस्तुत करें इसे वर्तमान में दर्शाएं और आपको 12232 रुपए मिलेंगे फिर पाइप प्रतिस्थापन हमें दो प्रतिस्थापन करने की आवश्यकता है एक पांचवें वर्ष में और दूसरा दसवें वर्ष में तो हम जानते हैं कि पाइप की लागत 3000 रुपये है तो आइए हम 3000 बटे 1i की पावर 5 करें इसलिए पांचवें वर्ष के प्रतिस्थापन को वर्तमान मूल्य में वापस दर्शाया गया है जो 3000 बटे यह वाला प्लस 3000 बटे 1i की पावर दस होगा तो दसवें वर्ष वर्तमान में वापस परिलक्षित वर्तमान मूल्य यह मूल्य है आप दोनों को जोड़ते हैं 186276 प्लस 115663 जो रुपये 30194 आता है इसलिए जब आप सभी प्रतिस्थापनों को जोड़ते हैं तो आपको R रुपये 42426 के बराबर मिलेगा तो अगला हम अनुरक्षण की लागत M की गणना करेंगे तो अनुरक्षण हमने देखा कि वार्षिक अनुरक्षण हम हर साल 1000 रुपये का भुगतान कर रहे हैं यह हर साल समान किश्तों के भुगतान की तरह है तो M AMC×1i1 11 in के बराबर है जो कि वर्तमान मूल्य कारक है इसलिए जो 1000 गुणा वर्तमान मूल्य कारक है यदि आप i को 01 और n को पंद्रह रखते हैं तो आपको 76 मिलेगा तो 15 किश्तें जो पंद्रह वर्षों में वितरित हैं आपको 7606 रुपये देंगी अगला LCC जो K R M है पूंजीगत लागत प्रतिस्थापन लागत अनुरक्षण लागत जो कि 50000 42426 7606 है जो कि 6184867 रुपये हो जाएगा तो यह जीवन चक्र लागत कुल जीवन चक्र लागत पंद्रह साल का जीवनकाल लेते हुए है अब पूरे 15 वर्षों में इसे वार्षिक रूप से वितरित करना हमारे लिए दिलचस्प होगा समान वार्षिक किश्त क्या है जो किसी को वर्तमान मूल्य के लिए भुगतान करना होगा तो चलिए समयरेखा t का उपयोग करते हैं अब समय 0 पर फिर वर्ष एक वर्ष दो इत्यादि एक दो इत्यादि 15 तक वर्ष 15 यही हमारा जीवन काल है अब उस समय शून्य पर हमारे पास LCC मूल्य 6184867 रुपये है जो इस समय आज के समय प्रणाली का मूल्य है यह जीवन चक्र लागत है सभी प्रतिस्थापन अनुरक्षण को ध्यान में रखते हुए सब कुछ वर्तमान में वापस परिलक्षित किया गया है अब यह मूल्य क्या हम इसे अगले 15 वर्षों के लिए वार्षिक किश्तों में बराबर वितरित कर सकते हैं जो आपको इस विशेष प्रणाली के लिए भुगतान वार्षिक भुगतान समान वार्षिक भुगतान क्या होना चाहिए वह देगा जो हमें एक रेफरेन्स या एक बेंचमार्क दे सकता है इसलिए हम ALCC वार्षिक LCC मूल्य लेना चाहेंगे इसलिए जो हर साल के अंत में मूल्य है कुछ इस विशेष प्रणाली के लिए समान वार्षिक भुगतान जैसा जो संचालन में है तो यह हम जानते हैं कि कैसे करना है LCC बराबर है वर्तमान मूल्य बराबर है वार्षिक समान लागत यह एक गुणोत्तर श्रेढ़ी है गुणा वर्तमान मूल्य कारक और हम जानते हैं कि वर्तमान कार्य कारक की गणना कैसे करें इसलिए ALCC वार्षिक LCC ALCC के बराबर है जो कि LCC को वर्तमान मूल्य कारक से विभाजित करने के बराबर है और LCC 6184867 को 7606 से विभाजित किया गया है जो आपको 81315 रुपये देगा तो यह वार्षिक LCC है मूल रूप से इसका क्या अर्थ है कि यह 61848 का मूल्यजो कि आज की कुल प्रणाली लागत सभी वर्तमान समय सीमा के लिए परिलक्षित होता है यह कहने के बराबर है हर वर्ष अगले 15 वर्षों के लिए मैं पंद्रहवें वर्ष के अंत तक हर साल 81315 81315 81315 का भुगतान करता हूं ये यह कहने के बराबर है कि यह पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए समान वार्षिक किश्त है तो यह अन्य समान प्रणालियों की तुलना करने के लिए एक अच्छा बेंचमार्क देगा मेरे पास एक छोटी स्क्रिप्ट फ़ाइल है मैं इसे आपके साथ साझा करूंगा उदाहरण एक पर काम करने के लिए जिस पर हमने अभी चर्चा की है PV आधारित पंपिंग प्रणाली के लिए LCC की गणना करें जिसमें निम्न डेटा हो तो हमने चर्चा की मैंने अभी स्क्रिप्ट फ़ाइल को उप प्रणाली डेटा भाग में वर्गीकृत किया है जहाँ मैंने डेटा को सूचीबद्ध किया है PV प्लस सरणी की लागत पंप की PV सरणी का जीवनकाल और उन सभी डेटा को जो हमने अभी सारणीबद्ध किया है फिर मेरे पास प्रणाली का विशेष विवरण है जो बताता है सरणी रेटिंग 500 वाट पाइप की लंबाई कुंए की गहराई ब्याज की वर्षों की संख्या फिर ब्याज ब्याज की दर AMC इन सभी चीजों को निर्दिष्ट किया जाता है और फिर मेरे पास जीवन चक्र लागत गणना है पहले आप K की गणना करें जो कि पूंजीगत लागत है इसलिए मैंने यहां गणना की है सरणी लागत मोटर पंप लागत विविध लागत पाइप लागत कुंए की लागत और फिर आप पूंजीगत लागत K को प्राप्त करने के लिए इन सभी लागतों को जोड़ते हैं फिर आप प्रतिस्थापन लागत की गणना करते हैं याद रखें कि हमारे पास था एक मोटर पंप जो 75 साल के अंत में बदल जाता है और हमें पहले एक बार पांच साल के अंत में और दूसरी बार दस साल के अंत में पाइप को बदलने की आवश्यकता होती है उसकी वर्तमान मूल्य में गणना की जाती है आप मोटर पंप सेट प्रतिस्थापन लागत और पाइप प्रतिस्थापन लागत उन दोनों के वर्तमान मूल्य को जोड़ते हैं और कुल प्रतिस्थापन लागत R प्राप्त करते हैं फिर आप M अनुरक्षण की गणना करते हैं वर्तमान मूल्य कारक की गणना करते हैं और अनुरक्षण वर्तमान मूल्य की गणना करते हैं जो AMC है वार्षिक शुल्क जो आप हर साल भुगतान कर रहे हैं × वर्तमान मूल्य कारक और फिर LCC K R M की गणना करें और ALCC वार्षिक LCC प्राप्त करने के लिए इसे सभी पंद्रह वर्षों में समान रूप से वितरित करें फिर मेरे पास प्रदर्शन हिस्सा है विभिन्न लागतों को प्रदर्शित करें तो यह उस उदाहरण के लिए गणना करेगा और आपको यहां परिणाम देगा मैं कर सकता हूँ मेरे पास ऑक्टेव का परिवेश खुला है उदाहरण के लिए ex01m चलाएं मैंने इसे ex01m के रूप में संग्रहीत किया है मैं उसे चला सकता हूं और इस स्क्रिप्ट फाइल को मैं आपके साथ साझा करूंगा इसलिए जब आप चलाते हैं तो गणनाएँ प्रदर्शित होती हैं और निरीक्षण करते हैं यह सभी मूल्य जिनकी हमने गणना की है वे प्रदर्शित किए जाएंगे और फिर आप उस पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं मैं इसे अलग अलग प्रणाली डेटा और अलग अलग प्रणालियों के विशेष विवरण के साथ आज़माने के लिए आपको छोड़ दूंगा इन पंक्तियों के साथ आप अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप इस स्क्रिप्ट फ़ाइल को संशोधित कर सकते हैं